ग आपका स्वागत है हम इस बारे में बात कर रहे थे कि आप कवर स्लिप को कैसे संसाधित कर सकते हैं यह कुछ बहुत मुश्किल है क्योंकि अधिकांश कवर आपूर्तिकर्ता यह दावा करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले ग्लास और इन सभी प्रकार की चीजों को जानते हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया है कि आपको किसी तरह का उपचार करने की आवश्यकता है जो आप प्लाज्मा सफाई कर सकते हैं आप एक एसिड सफाई कर सकते हैं तो प्लाज्मा सफाई के लिए आपको प्लाज्मा सेटअप की आवश्यकता होती है लेकिन इससे पहले कि आप प्लाज्मा की सफाई करें यह हमेशा एक अच्छा विचार है जब भी आप बॉक्स प्राप्त करते हैं तो कहीं न कहीं उसका बैच नंबर लिख लें ताकि आपके रजिस्टर में एक ट्रैक है और फिर पहली बात यह है कि आपको उन्हें साबुन के पानी में डालना चाहिए साबुन की छोटी मात्रा में बस मैं इसे आपकी बुद्धिमत्ता या आपके निर्णय पर छोड़ दूंगा और एक थोड़े से साबुन के घोल में उन्हें भिगो देता हूं और यदि संभव हो तो आप इसे एक चुंबकीय स्टिरर का उपयोग करके घुमा सकते हैं जो एक बेहतर विचार हो सकता है जिस तरह से साबुन कांच की सतह पर होगा एक बार जब आप साबुन उपचार कर लेते हैं तो आप इसे धो लेते हैं हो सकता है कि 5 6 घंटे का साबुन का उपचार या शायद रात भर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना काम कम करने की आवश्यकता है तो आप पूरे बॉक्स का ले सकते हैं ताकि आप इसका काफी समय उपयोग कर सकें अगली बात यह है कि सतह को थोड़ा सा नक़्क़ाशी करना एक अच्छा विचार है इसे पिरान्हा सलूशन में डालकर नक़्क़ाशी की जा सकती है संदर्भ समय 0157 कंसन्ट्रेट HNO3 और हाइड्रोजन फ़्लोराइड HF ये हैं जो कि सतह थोड़ी खुरदरी बनाते हैं और यहाँ या यहाँ से शुरू होने वाली कवर स्लिप की सतह की यह खुरदरापन बहुत सहायक होगी क्यों हम प्रोटीन को अवशोषित करने के बारे में बात करेंगे अब एक बार जब आप सतह खोद चुके हैं तो आपको बस साबुन से धोने के बाद पानी को धोना है और उसमें पिरान्हा या एचएफ घोल डाल देना चाहिए क्योंकि ये दोनों वास्तव में कठोर हैं आप घायल हो जाएंगे इसलिए बहुत सावधानी बरतें उचित देखभाल करें उचित दस्ताने मैं मास्क को आवश्यक कहूंगा और फिर इस प्रकार की चीजें करें क्योंकि एक नियमित जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जहां आप नियमित आधार पर रसायन विज्ञान नहीं कर रहे हैं लोग इन मामलों पर बहुत सावधान नहीं हैं तो बस सावधान रहें और इसे सिंक के बहुत करीब करने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि अगर कोई स्पलैश एसिड स्पलैश है तो आप तुरंत उस उजागर शरीर के हिस्से को पानी में डाल सकते हैं और यह कोशिश कर सकते हैं कि आप अतिरिक्त भागों को उजागर न करें एक बार जब आप नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड सिस्टम में डालते हैं तो आप इसे छोड़ देते हैं यदि आप इसे घुमा सकते हैं तो यह एक अच्छा विचार है लेकिन फिर से बहुत सावधान रहें कि आप इसे 6 7 8 घंटे या शायद फिर से रात भर या आधे दिन के लिए छोड़ दें फिर एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड घोल को बहुत सावधानी से निकल दें और इसे निकालने के बारे में सावधान रहें क्योंकि जब आप इस प्रकार के घोल को निकाल रहे हैं तो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए क्योंकि आप सिंक के माध्यम से ऐसी चीजों को नहीं निकाल सकते हैं एक जेरेकैन या ऐसा कुछ होना चाहिए जहां आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि पानी की पाइप में ऐसी चीजों को निकालने से वास्तव में आसपास के भूमिगत जल को प्रदूषित किया जा सकता है यदि आप इसे बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो बस सावधान रहें इन बुनियादी नियमों का पालन करें फिर इसे बहते पानी में धो लें और यह सफाई बहुत महत्वपूर्ण है यह सफाई बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ती है दस्ताने पहनो सबसे पहले कई बार धोएं और फिर दस्ताने पर रखें और फिर धीरे धीरे पानी को पूरे स्थान पर घूमने दें ताकि एसिड का आखिरी निशान हट जाए एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो सबसे अच्छा विचार है कि आप 100 प्रतिशत अल्कोहल डालें पूरे पानी को बहा दें इसमें 100 प्रतिशत अल्कोहल डालें तो आप सभी ने क्या किया तो आपने नक़्क़ाशी की और नक़्क़ाशी के बाद तो आप क्या करते हैं ग्लास कवर सर्फेस की नक़्क़ाशी के बाद और नक़्क़ाशी अब आप पानी से धो रहे हैं पानी के साथ अच्छी तरह से खँगालते हैं अब आप इस तरह एक बीकर में कवर स्लिप्स डालते है अब आप 100 प्रतिशत अल्कोहल डालते हैं और इस सलूशन में आप बस एक पैराफिन चीज़ डालते हैं और आप इसे स्टोर कर सकते हैं आम तौर पर मैं उन्हें 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कहीं कोने में संग्रहीत करता था अब मान लीजिए कि आपको अपने काम के लिए 6 कवर स्लिप्स की आवश्यकता है तो जिस तरह से मैं यह करता था वह मेरे अनुभव से है जो मैं आपको बता रहा हूं और यह है कि कैसे और ज्यादातर पुराने लोग इसे करने के लिए उपयोग करते हैं तो बन्सन बर्नर या स्पिरिट लैम्प लें मैं इसे किसी भी स्पिरिट लैम्प से चित्रित कर रहा हूँ अब एक संदंश का उपयोग कर एक कवरस्लिप बाहर खींचो और यहाँ आपकी कवरस्लिप है और आप इसे बहुत धीरे से पकड़ें और बहुत सावधानी से काम करते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप अपना हाथ जला लें अब उसे जला दें लौ को वास्तव में स्पर्श न करें आप इसे इस तरह से पकड़ते हैं और बस आप एक हल्का ज्वलन कर रहे हैं बस उस हल्की धधकती ज्वाला के साथ एक बार जब आप लौ करते हैं तो आप कुछ बहुत ही दिलचस्प देखते हैं आप पा सकते हैं कि हल्के हल्के कार्बन का थोड़ा सा जमाव हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का काला है चिंता मत करो कि वास्तव में मामूली कार्बन वास्तव में अच्छा है क्योंकि फिर से यह अनुभव से आ रहा है यह वह नहीं है जो पाठ्यपुस्तक आपको बताने जा रही है उस हल्के कार्बन लेयर को जो स्पिरिट लैम्प में ज्वलनशील होने के कारण बनता है और इसे स्पिरिट लैम्प में करन हमेशा अच्छा माना जाता है एक बार और आप लमिनार फ्लो हुड के अंदर सब कुछ कर रहे हैं इसलिए आपको फिर से बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि एक वायु प्रवाह है जो गतिमान है बहुत सावधान रहें बहुत सावधान रहें एक बार जब आप ज्वलन करते हैं तो एक हल्का कालापन होगा और फिर आप इसे स्टेराइल 15 मिमी डिश में रख सकते हैं यह अब किसी भी तरह की कोटिंग या किसी भी चीज के लिए तैयार है और पसंद किया जाता है कि जहां भी आपके पास वह कार्बन लेपित पक्ष हो उसे उपर रखने की कोशिश करें ताकि वह उस तरफ हो तो यह उस सतह पर कार्बन कोटेड सतह है जो आप कर रहे हैं उस सतह के शीर्ष को प्रोटीन या जो भी एक्सट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स आप इसके ऊपर जमा करना चाहते हैं वह सभी ईसीएम सामान जिसे आप जमा करना चाहते हैं के लिए उजागर कर रहे हैं यह ऐसे काम करता है ऐसे लोग हैं जो आपको कई बातें बताएंगे और ग्लास कवर स्लिप्स के बारे में एक और बात जिससे बचने की कोशिश करें यह नहीं करना है मैं अभी लिख रहा हूं आटोक्लेव मत करो कभी भी ग्लास कवर स्लिप आटोक्लेव न करें ऐसा इसलिए नहीं करें क्योंकि यह उच्च दबाव और नमी के कारण यह ग्लास की प्रॉपर्टीज को बदल देता है और कई बार यह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी बदल देता है कि दृश्यता एक समस्या बन जाती है और यह चीजों को काफी बदल देती है तो कृपया ग्लास कवर स्लिप को आटोक्लेव करने से बचें एक बार जब आपके पास ये ग्लास कवर स्लिप तैयार हो जाते हैं तो अब आप विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के साथ उन्हें कोट करने के लिए तैयार है हम इस के बारे में बात कर चुके हैं आपके पास वास्तव में लैमिन ऑर्निथिन है बल्कि ऑर्निथिन लेमिनेन है क्योंकि आपने ऑर्निथिन सबसे पहले और लेमिनेन को बाद में रखा था आप के पास कोलेजन है आपके पास पॉली डी लाइसिन है जो एक सिंथेटिक सब्सट्रेट है तो ये 2 प्राकृतिक हैं और यह सिंथेटिक सब्सट्रेट है अब इस स्तर पर मैं फिर वापस जाऊंगा मान लीजिये कि आपकी प्रयोगशाला को अच्छी गुणवत्ता वाले कोलेजन की उचित आपूर्ति नहीं मिलती है इस बारे में बात करते हैं कोलेजन को अलग करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जो वर्षों से अधिकांश सेल कल्चर प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है इसे रैट टेल तरीका कहा जाता है रैट टेल कोलेजन तो जिस तरह से यह किया जा रहा है वह बहुत दिलचस्प है ऐसे चूहे हैं जिनकी बलि दी जा रही है आप क्या करते हो आप सिर्फ चूहे की उस पूंछ को पकड़ लो तो हम कुछ ऐसा करते हैं चूहे की पूंछ अब आप एक हेमोस्टैट तरह की चीजें लेते हैं क्लिपर्स 2 प्रकार के क्लिपर्स हैं आप क्लिपर अटैच करते हैं और फिर आप इसे उल्टी दिशा में मोड़ना शुरू करते हैं जैसा कि आप इसे घुमाएंगे आप महसूस करेंगे कि चूहे की पूंछ से आपको ये सफेद रंग के धागे मिलेंगे जो बाहर निकल रहे होंगे और वे यथोचित मोटे होंगे और आप उन धागों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे इस सफेद रंग के धागे की तरह कुछ ये धागे उच्च गुणवत्ता वाले कोलेजन हैं फिर आपको इसे अन्य कार्बनिक सॉल्वैंट्स में भंग करना होगा विभिन्न कार्बनिक सॉल्वैंट्स हैं और विभिन्न प्रोटोकॉल हैं जो दिए गए हैं और एक बार जब आप उन्हें भंग कर देते हैं तो आपको उस अंश को प्राप्त करने के लिए इसे एक कॉलम के माध्यम से चलाना होगा जिसे आप चाह रहे हैं और फिर ज़ाहिर है आप एक HPLC प्यूरीफिकेशन या कुछ कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितना शुद्ध चाहते हैं लेकिन यह सबसे सरल तरीकों में से एक है जहां आप कोलेजन प्राप्त कर सकते हैं यदि आपकी लैब में आपूर्ति नहीं है या आप को तुरंत इसकी आवश्यकता है या चाहते हैं तो आप बस अपनी पशु फैसिलिटी पर जाएं अब उनसे पूछें क्या आप चूहों की बलि दे रहे हैं क्योंकि हर कोई चूहों या कुछ और का उपयोग करता है लेकिन ज्यादातर चूहे के साथ करना अच्छा है क्योंकि आपको कोलेजन की काफी अच्छी मात्रा मिलती है तो आप बस उनमें से एक लेते हैं और यह कुछ ऐसा है फिर आपके पास एक क्लिपर है तो आप इसे वहाँ और वहाँ पूंछ पर इस तरह से डालते हैं आप एक को इस दिशा में ले जाते हैं दूसरे को उल्टी दिशा में ले जाते हैं यदि एक क्लॉकवाइज़ जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज़ जाएगा एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो ये धागे ऐसे निकलेंगे विशिष्ट प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन किया जा रहा है और यदि आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप उन्हें ढूंढ लेंगे लेकिन यह है कि कैसे एक चूहे की पूंछ से कोलेजन को अलग किया जा रहा है और इसका उपयोग किया जा सकता है आप इस कोलेजन का उपयोग जैल बनाने के लिए कर सकते हैं आप 3 डी जैल बना सकते हैं और आप पतली परत बना सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप सोलुशन को किस स्तर पर पतला कर रहे हैं तो यह सबसे आसान और सरल तरीकों में से एक है जिससे आप कोलेजन प्राप्त कर सकते हैं अब यह कहते हुए हमें वापस जाना चाहिए और उन सभी सतहों पर फिर से विचार करना चाहिए जिनकी हमने बात की है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं अब हमने लेमिनिन के बारे में बात की है कि हम उस गेम में अन्य शब्द जोड़ दें जो ऑर्निथिन और जिलेटिन है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है जो कि मूल रूप से लेमिनिन के साथ कोलेजन का मिश्रण होता है और यह एक तरह का मिश्रण होता है लेकिन ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं यह जिलेटिन है जिसे हम बछड़े की खाल से प्राप्त कर सकते हैं आप मछली त्वचा से जिलेटिन प्राप्त कर सकते हैं कई स्रोत हैं जहाँ से आप जिलेटिन प्राप्त कर सकते हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन एक जटिल कोलेजन मैट्रिक्स है एक और प्राकृतिक एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स है जो बहुत कम उपयोग किया जाता है जिसे कॉनकाना वेलिन ए कॉनकाना वेलिन ए एक लेक्टिन कहा जाता है लेक्टिन क्या है तो लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन मान लें कि आपकी सेल्स की सतह में कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन के बहुत सारे सिद्धांत हैं ऐसी सेल्स होती हैं जिनके प्रकार इस प्रकार के होते हैं जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक सेल है जिसमें बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन की तरह सामने आ रहे हैं जिसका अर्थ है कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मान लीजिए कि यह ग्लाइकोप्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट भाग में शामिल हो जाता है कुछ इस तरह तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हैं अब ये ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद लेक्टिन से बंधेंगे एक लेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट से बंध सकता है क्योंकि लेक्टिन एक प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट की शुद्धता के लिए बाध्य हो सकता है आपके पास अनिवार्य रूप से कुछ ऐसा होगा यदि यह नीले रंग में लेक्टिन है तो आपके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन भाग होगा या कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा कुछ इस तरह से बांध देगा विशेष रूप से फोटोरिसेप्टर जैसे मछलियों और अन्य जानवरों के फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं जिनकी संरचना बहुत दिलचस्प है इसलिए यदि आपको याद है कि फोटोरिसेप्टर की संरचना इस तरह दिखती है हमारे शरीर में 2 तरह के फोटोरिसेप्टर होते हैं रॉड्स और कोन्स और वे इस तरह दिखते हैं ये वे कोन्स हैं जो वे शंकु की तरह दिखते हैं जबकि यहां रॉड फोटोरिसेप्टर हैं ये रॉड हैं यदि आप इस संरचना को देखते हैं तो ये आंखों में मौजूद बहुत विशिष्ट न्यूरोनल संरचनाएं हैं तो यह आपका कोन है और यह आपकी रॉड है और आपके उस रॉड के रोडोप्सिन के मोलेक्युल्स यहां हैं जिसे मैं गुलाबी रंगों में दिखा रहा हूं रोड्सपिन यहां हैं जबकि कोन के लिए जिस रंग को इंगित कर रहे हैं उसके अनुसार कलापसिंग मोलेक्युल्स या रंग पहचानकर्ता यहां हैं अब यदि आप इन सेल्स को देखते हैं तो इस प्रकार की सेल्स की दिलचस्प बात यह है कि उनमे इस तरह की एक बहुत ही विस्तारित संरचना है जो इन संरचनाओं का सेंसरी एपरेटस है बहुत विस्तार से मेरा मतलब है कि बाकी सेल बॉडी की लंबाई इनके संबंध में बहुत छोटी है अगर आप सिर्फ देखेंगे यह केवल एक हिस्सा है जो यह है जो अटैचमेंट वाला हिस्सा है अगर इसके बारे में भूल जाओ तो केवल वही है जो वहां बचा है दिलचस्प बात यह है कि हमें पता चला है कि इन सेल्स को पॉली डी लिसाइन जैसे सब्सट्रेट में अटैच करना बहुत मुश्किल है इसके विपरीत ये कोनकाना वेलिन ए सरफेस पर बहुत अच्छी तरह से अडहिअर करते हैं ऐसा क्यों है मैं इस पेपर को आप लोगों को पढ़ने के लिए वितरित करूँगा जाहिर है यहां की सरफेस से बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन यहां बाहर हैं यह लाल है मैं उन्हें प्रोटीन की तरह दिखा रहा हूं और उस पर मैं सिर्फ ग्लाइकोल इकाई या कार्बोहाइड्रेट इकाई दिखा रहा हूं यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है अब उदाहरण के लिए कहते हैं आप इस के पास एक कोनकाना वेलिन लाते हैं आइए हम नारंगी रंग के साथ कोनकाना वेलिन को इंगित करते हैं तो नारंगी रंग यहां कोनकाना वेलिन है इस कोनकाना वेलिन के साथ एक बहुत ही रोचक जुड़ाव होगा क्योंकि कोनकाना वेलिन सब्सट्रेट के साथ किसी भी तरह की इंटरेक्शन होगी तो वह इस कार्बोहाइड्रेट इकाई से संबंधित है और यहां प्रोटीन का हिस्सा है और निश्चित रूप से यहां सेल मेम्ब्रेन है यह नोट करना बहुत दिलचस्प है सेल प्रकार से सेल प्रकार तक आपको वास्तव में इसे गहराई से काम करना होगा इसके विवरण को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाने के लिए कि कौन सा एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स दूसरे की तुलना में अच्छा करेगा और यह केवल उन प्रयोगों के माध्यम से आता है आपके पास वास्तव में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सोचें की मैं यह करता हूं और यह काम करने जा रहा है वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता है जैसे कि इस प्रयोग में हमें यह जानने में काफी साल लग गए कि क्या कोनकाना वेलिन एक बेहतर सब्सट्रेट हो सकता है क्योंकि ये जो रॉड और कोन सेल हैं उस समय हम इस रॉड और कोन सेल को फिश रेटिना से अलग कर रहे थे यह आसान है और मैं इसे अगली कक्षा में समझाऊंगा कि आपको प्राथमिक कल्चर का ऐसा एक उदाहरण कैसे मिलेगा इसलिए पीआर को अलग करना का मतलब है फोटोरिसेप्टर सेल जो या तो रोडस हैं या कोन्स है हमें यह पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि आपके पास एक दीर्घकालिक ROD और CONE कल्चर कैसे हो सकती है और यहीं पर हम यह पता लगाते हैं कि यदि आपके पास कोई सब्सट्रेट है तो आप यह कर सकते हैं इसलिए हमने जो किया वह बहुत दिलचस्प था हमारे पास ये कवर स्लिप थे और ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कवर स्लिप तैयार करते हैं तो कवर स्लिप्स को कॉनकाना वेलिन के साथ लेपित किया गया था और यह कॉनकाना वेलिन है और हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया कॉनकाना वेलिन ए और पॉली डी लाइसिन के मध्य और हमने देखा कि अधिकांश रोडस और केस सेल्स उस कॉनकाना वेलिन सब्सट्रेट को पसंद करती हैं वे पॉली डी लाइसिन पर बिल्कुल भी अडहिअर नहीं करते हैं पॉली डी लाइसिन सब्सट्रेट के बिल्कुल 0 अडहिअर करते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स पर इस प्रकार के प्रयोग करते समय हमारे लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन था और मुझे पूरा यकीन है कि कई ऐसे अनदेखे ज्ञान हैं जो सेल कल्चर के बारे में एक बिल्कुल नया आयाम खोल सकते हैं मैं इस के साथ यहां बंद करूंगा और अगली कक्षा में हम सिंथेटिक सब्सट्रेट पर थोड़ा और जारी रखेंगे और इनका उपयोग पैटर्निंग और अन्य सभी चीजों के लिए कैसे किया जा सकता है धन्यवाद